सुप्रभात हम एयरक्राफ़्ट डिज़ाइन पर चर्चा कर रहे हैं पिछली कक्षा में हमने विमान के दो पुर्जो को देखा अगर मैं विमान बनाऊं तो यह हॉरिजॉन्टल टेल यह एलिवेटर यह वर्टिकल टेल यह रडर सबसे जरूरी यह विंग यह फ्लेप्स एक इंजन और लैंडिंग गियर यह सारे मुख्य भाग है हमें पता है कि यह विमान मुख्य रूप से यात्रियों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए हमें यह भी सोचना होगा कि फ्यूसलाज़ के अंदर क्या है हमें यह भी पता है कि कोई इसे उड़ाएगा इसलिए एक या एक से ज्यादा पायलट और विमान कर्मी दल भी होंगे इन सारी डिज़ाइन की ज़रूरतों को डिज़ाइन में एकत्रित करना होगा कई बार यह जरूरते परस्पर विरोधी होती है हम देखेंगे कि इन मुश्किलों का हल कैसे करना है जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से कांसेप्चुअल कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन पर ध्यान देंगे और एयरोडायनेमिक पहलुओं पर ज़ोर देंगे क्योंकि मैंने एयरोडायनेमिक पहलू कहा हम अपने पहले पाठ्यक्रम पर वापस चलते हैं जिसमें हमने विमान परफॉर्मेंस पर बात की थी हमें पता है कि जब एक सीधा प्लेट V गति से बढ़ता है तो उस पर पड़ने वाली प्रतिक्रिया के 2 भाग होते हैं जिसमें की एक भाग को लिफ्ट कहते हैं और दूसरे भाग को ड्रेग कहते हैं एक डिज़ाइनर की नजर से मुझे लिफ्ट चाहिए विमान के भार को उठाने के लिए और कम से कम ड्रेग चाहिए क्योंकि वह इंजन से मिलने वाली गति को धीमा करता है कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर हम ऐसे कंफीग्रेशन को ढूंढते हैं जिसमें LD सबसे ज्यादा हो जब भी हम लिफ्ट के बारे सोचते हैं तो हमें पता है कि यह विंग की ज़िम्मेदारी है प्लेट और गति वेक्टर के बीच का कोण लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है विमान को अपने भार के बराबर लिफ्ट उत्पन्न करना होता है जब हम क्रूज़ में उड़ रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस वाली कक्षा से याद करके यह प्रसिद्ध समीकरण लिखे L W T D अगर हम पहले समीकरण को देखें लिफ्ट बराबर भार तो इसे डिज़ाइनर कैसे देखेगा यह जरूरी सवाल क्यों है हमें विमान चाहिए तो हमें विंग चाहिए क्योंकि हम मानते हैं की लिफ्ट उत्पन्न करने की ज़िम्मेदारी विंग की है इसलिए हमें ऐसा विंग डिज़ाइन करना है जो अलग अलग ऊँचाइयों पर और अलग अलग गति पर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से लिफ्ट उत्पन्न करेगा क्योंकि हमें सामान और यात्रियों को ले जाना है इसलिए किसी तरह आयतन कम किए बगैर भार कम करना है अगर हम किसी तरह विमान का खाली भार कम कर सके तो हालात बेहतर होंगे तो अगर हम इस समीकरण से थोड़ा और देखना चाहे तो क्या देखेंगे डिज़ाइनर लिफ्ट और भार यह दो पहलू देखेगा लिफ्ट मुख्य रूप से एयरोडायनेमिक्स से संचालित है और भार सामग्री जैसे कि पेलोड से संचालित है भार क्यों जरूरी है विमानों को उनके भार के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि 700 किलो से कम 1500 किलो से कम चुंकी भार काफी जरूरी भूमिका अदा करता है इसलिए विमानों को भार के हिसाब से वर्गीकृत करना जरूरी है भार क्यों जरूरी है अगर हम यह प्रयोग करें T D L W हमें पता है कि जरूरी थ्रस्ट होगा तो हम देख सकते हैं की थ्रस्ट भार से सीधे अनुपातिक है और CLCDसे विपरीत अनुपातिक है इसलिए एयरोडायनेमिक विशेषज्ञCLCDको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे और सामग्री विशेषज्ञ सुनिश्चित करेंगे कि भार कम है मुख्य लक्ष्य भार उठाने की क्षमता है लेकिन मज़बूती भी काफी जरूरी है हमें विशेष सामग्री की विशेष कंपोजीशन विशेष कॉन्बिनेशन चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए की हवा में उड़ते समय उत्पन्न होने वाले तनाव को सहने के लिए विमान के पास पर्याप्त मज़बूती है तो आप देख सकते हैं कि काफी जरूरी है यह जानना की किसी विशेष मिशन की ज़रूरतों के आधार पर कितना थ्रस्ट चाहिए होगा तो शुरुआत करने के लिए मिशन की जरूरत क्या हो सकती है आप कह सकते हैं कि मेरे विमान को 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना है और 100 150 ms या तेज़ गति के केस में 300 ms की गति से उड़ना है आप क्या बना रहे हैं उसके आधार पर यह और ज्यादा भी हो सकता है लेकिन अगर आप याद करें कि मैंने शुरू में कहा था कि हम धीमी गति वाले विमानों की बात कर रहे हैं इसलिए मुझे यह भार पता होना चाहिए ताकि मुझे यह पता चले कि कितने थ्रस्ट की जरूरत है तो मैं यह सोच सकता हूं कि किस तरह की इंजन को चुनना है अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया है की इंजन का चुनाव पहले से मौजूद भरोसेमंद इंजनों में से करना है हम इस पाठ्यक्रम में इंजन डिज़ाइन नहीं करेंगे तो भार बहुत जरूरी चीज है और डिज़ाइनर होने के नाते आपको एक दूसरी चीज भी देखनी है जब मैं लिफ्ट बराबर भार बोलता हूं तो मुझे पता है कि लिफ्ट 12 V2SCLW आप जिस ऊंचाई पर उड़ रहे हैं उसके अनुसार है CL लिफ्ट कोएफिशिएंट और W भार है और अगर आप यहां देखें तो लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए जिस गति की आवश्यकता है वह है तो क्रूज की स्थिति में हम देखते हैं कि हम जिस भी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं हमें पर्याप्त इंजन थ्रस्ट चाहिए इतनी गति पाने करने के लिए V अनुपातिक है WS के और विपरीत अनुपातिक है CL12 के अगर हम कम गति पर क्रूज़ करना चाहते हैं ताकि हमारे इंजन की ज़रूरतों कम हो तो हमारे पास क्या विकल्प है अगर हमें पर्याप्त V चाहिए जो लिफ्ट बराबर भार सुनिश्चित करें तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि WS कम है CL ज्यादा है और भी ज्यादा है जहां तक की बात है वह हमारे हाथ में नहीं है और जिस ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं उस पर निर्भर करता है अब दो जरूरी मापदंड है जिन्हें हमें डिज़ाइनर होने के नाते समझना होगा एक WS और दूसरा CL है WS मुख्य रूप से भार बटा विंग एरिया है और यह मुख्य रूप से एयरोडायनेमिक है इसे विंग लोडिंग कहते हैं जहां Refer Time 1317 यह गति जरूरी है दिए हुए CLऔर 𝜌 ऊंचाई पर लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए जब मैं विंग लोडिंग की बात करता हूं तो इसे काफी अच्छे से समझना होगा क्योंकि मैंने देखा है कि छात्रों के बीच आम तौर पर इसको लेकर असमंजस रहती है जब मैं WS को विंग लोडिंग बोलता हूं तो मैं यह मान लेता हूं कि लिफ्ट बराबर भार होगा लेकिन आप देख सकते हैं कि विमान तब भी उड़ेगा जब लिफ्ट बराबर nW हो जिसमें n लोड फैक्टर है उस समय उड़ने के लिए जो गति V चाहिए वह होगी और आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसे ऐसे लिखूं मैं देखता हूं कि है WS यानी कि विंग लोडिंग बढ़ गई है तो जिस भी विंग लोडिंग कि हम बात करें हमें पता है कि हम लिफ्ट बराबर भार की बात कर रहे हैं अगर आप किसी मिशन के लिए विमान डिज़ाइन कर रहे हैं और कोई नंबर WS चुना है तो यह उम्मीद मत करिए कि यह उस फ्लाइट मैन्युवर को करने में सक्षम होगा जिसमें विंग लोडिंग की जरूरत WS है यानी कि भार n गुना बढ़ गया है आप यह आराम से समझ सकते हैं कि विंग लोडिंग बढ़ाना विंग एरिया को अपेक्षाकृत रूप से घटाने के बराबर है उदाहरण के लिए अगर मेरे पास भार W है और एरिया S1 है तो विंग लोडिंग WS1 है और दूसरे केस में वही भार है लेकिन इसे चिपटा करके विंग लोडिंग WS2 हो गई है विंग लोडिंग दूसरे केस में कम हो गई आप देख सकते हैं कि विमान को उसी लेवल पर बनाए रखने के लिए जो गति की जरूरत थी वह भी कम हो गई है इसलिए विंग लोडिंग काफी जरूरी भूमिका अदा करता है गति तय करने के लिए दिए हुए CL के लिए हम आगे और देखेंगे कि विंग लोडिंग असल में डिज़ाइनर के लिए क्या मतलब रखता है आपको पता है Vstall के बारे हमने Vstall के बारे में बात की है दूसरे 2 पाठ्यक्रमों से आपको CLmax के बारे पता है यह CL बनाम का प्लॉट है इसमें 𝛼stall है और यह CLmax है सामान्य रूप से कन्वेंशनल विंग बिना किसी फ्लैप के हम CLmax को 12 ले सकते हैं Vstall क्या है Vstall न्यूनतम गति सीमा है लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए तो WS बढ़ाने से क्या होगा उसी तरह अगर घटता रहे जैसे कि हम कानपुर से उड़ेंगे लेह लद्दाख के लिए तो Vstall कम होगा उसी WS CLmax के लिए तो उसी WS CLmax के लिए न्यूनतम गति लेह लद्दाख में दिल्ली और कानपुर की तुलना में ज्यादा होगी चलिए देखते हैं कुछ नंबर WS 10 kgm2 यह समझिए की कंसिस्टेंट होने के लिए उसे Nm2 होना चाहिए क्योंकि लिफ्ट बराबर भार है तो यह न्यूटन होना चाहिए इसलिए यह भी न्यूटन होना चाहिए लेकिन मैं WS को 10 kgm2 लिख रहा हूं और अगर को मैंने 10 लिया चीजों को सरल करने के लिए तब Vstall होगा और यह 14 ms क्या है डिज़ाइनर की नजर से आप 14 ms को कैसे देखेंगे क्योंकि हम ज्यादातर किलोमीटर प्रति घंटे को समझते हैं 144 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मोटे तौर पर 35 से गुना करेंगे गति करीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अब अगर हम विंग लोडिंग बढ़ाएंगे जो इस केस में 10 kgm2 था अब अगर इसे बढ़ाकर 40 kgm2 कर दे जो कि सामान्य रूप से मोटर ग्लाइडर की विंग लोडिंग होती है जो कि हमने पहले पाठ में Sinus 912 देखा था सामान्य रूप से यह विंग लोडिंग है अगर हम दूसरे अनुमानों को लगभग सही माने तो मुझे मिलेगा तो यह कितना होगा छात्र 28 कितना छात्र 28 28 ms यानी कि 28 गुना 35 यानी कि 98 kmhr तो अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो 98 kmhr आप समझते हैं करीबन 100 kmhr जो कि काफी ज्यादा है तो हम देखेंगे कि क्या होगा अगर WS 100 हो जो कि सामान्य रूप से यात्री और छोटे बिज़नेस विमानों के लिए होता है अगर WS 100 kgm2 है और और CLको पहले जैसा रखें तो गति Vstall क्या होगी छात्र 443 443 ms कितना होगा 155 kmhr तो आप देख सकते हैं कि मैं विंग लोडिंग को जब 10 से 100 करता हूं तो स्टॉल गति 14 से 44 या 45 ms हो जाती है हमारे ज्यादातर विमान जैसे कि सेसना शरतोगा के लिए गति इसी के आसपास होगी इस नंबर के मतलब को समझने के लिए हम एक सामान्य एरो मॉडल का लेंगे जिसका आर्डर है उसके लिए गति होगी छात्र 45 45 ms इसीलिए इस मशीन को उड़ाना काफी आसान होगा बड़े विमानों में WS 300 400 500 भी हो जाता है और Vstall इसके साथ साथ भी बढ़ते जाती है तो विमान उड़ने योग्य रहे इसे हम कैसे सुनिश्चित करेंगे विमान के पास उतना थ्रस्ट होना चाहिए कि वह ड्रैग पर काबू करके नियमित गति बनाए रखें अगर यह नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब हमें ज्यादा पावर वाला इंजन चाहिए होगा और उसका मतलब यह है कि हमारे इंजन का भार भी बढ़ेगा जब भार बढ़ेगा तो फिर से विंग लोडिंग बदल जाएगी और फिर से सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक डिज़ाइनर होने के नाते आपको विंग लोडिंग का प्रभाव समझना चाहिए एक और चीज है जिसे डिज़ाइनर को मुख्य रूप से विंग लोडिंग के बारे पता होना चाहिए अगर विंग लोडिंग बढ़ाएंगे तो उसका मतलब अपेक्षाकृत रूप से विंग एरिया घटेगा अगर हमें Vstall कम चाहिए तो विंग लोडिंग भी कम चाहिए यानी कि S को अपेक्षाकृत रूप से बड़ा होना चाहिए इसके बड़े होने का क्या असर पड़ेगा S के बड़े होने का मतलब बड़ा एरिया जो कि लिफ्ट उत्पन्न करने के मामले में अच्छा है लेकिन परेशानी यह है कि बड़े एरिया का मतलब ड्रैग भी ज्यादा होगा मुख्य रूप से स्किन फ्रिक्शन ड्रेग तो आप देख सकते हैं कि अगर ड्रैग बढ़ेगा तो आपको ज्यादा थ्रस्ट और पावर की जरूरत पड़ेगी तो आप डिज़ाइनर की नजर मैं यह परस्पर विरोध देख सकते हैं क्योंकि मिशन के आधार पर किसी एक जरूरत को दूसरे जरूरतों के हिसाब से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उदाहरण के लिए फाइटर विमानों में जहां बड़े मैन्युवर की जरूरत होती है वहां हम कम विंग लोडिंग नहीं लेंगे हम विंग लोडिंग कम करके उड़ेंगे जब विंग लोडिंग कम होगा तो हम तेजी से एक्सीलरेट कर सकेंगे क्योंकि ड्रैग कम होगा और विंग छोटा होगा जिससे कि विमान भी कांपेक्ट होगा तो मैं काफी तेजी से रोल कर सकूंगा अगर विंग बड़ा हो तो रोल करने में काफी दिक्कत होगी इसलिए हमें विंग लोडिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि जब हमारे पास कोई भी विंग लोडिंग नंबर आए तो उसे देखकर हम तुरंत उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का आकलन कर सकें इसलिए मैं विंग लोडिंग जैसे कांसेप्ट को फिर से दोहरा रहा हूं हम विंग लोडिंग के कांसेप्ट की विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले एक और कांसेप्ट को देखते हैं कुछ चीजें फिर से दोहराते हैं जैसे कि अगर WS विंग लोडिंग है तो TW क्या है यह थ्रस्ट लोडिंग है तो इसका क्या महत्व है उदाहरण के रूप में विंग लोडिंग में हमने देखा कि उसका सीधा संबंध लिफ्ट बराबर भार बनाए रखने के लिए जरूरी न्यूनतम गति से है थ्रस्ट लोडिंग अगर आप फिर से देखना चाहे तो परफॉर्मेंस वाले क्लास से स्टेडी क्लाइंब वाले चित्र को याद करें जिसमें हम 𝛾 एंगल से क्लाइंब कर रहे हैं हम स्टेडी क्लाइंब को देख चुके हैं और आराम से लिख सकते हैं क्योंकि यह स्टेडी क्लाइंब है मैं इसको 0 के बराबर कर सकता हूं क्योंकि यह निरंतर गति से क्लाइंब कर रहा है अब अगर इस समीकरण को देखें तो मैं लिख सकता हूं जिसे मैं लगभग लिख सकता हूं यह भाग अनुमानित है क्योंकि मैं यह मानकर चल रहा हूं कि लिफ्ट भार के बराबर है लेकिन यहां लिफ्ट भार के बराबर नहीं है लिफ्ट W cosγ के बराबर है लेकिन हम γ को छोटा मान रहे हैं तो यहां मैं थोड़ी छूट ले रहा हूं क्योंकि डिज़ाइनर को काफी अनुमान लगाने पड़ते हैं और थ्रस्ट लोडिंग जानने के लिए यह समीकरण डिज़ाइनर के काफी काम आता है CLCD सामान्य रूप से विमान के आधार पर करीबन 10 से 15 होती है अगर यह 10 भी है तो इसका योगदान ज्यादा से ज्यादा 01 होगा तो TW कितना चाहिए अगर हम 30 डिग्री पर क्लाइंब करना चाहते हैं तो यह 05 01 बराबर 06 है अगर मैं छोटे कौन पर क्लाइंब कर रहा हूं तो उसके हिसाब से जरूरी TW का मुझे पता होगा क्योंकि थ्रस्ट मुख्य रूप से क्लाइंब करने के लिए चाहिए क्रूज़ के दौरान थ्रस्ट का उपयोग कम होगा क्योंकि क्रूज़ के दौरान थ्रस्ट सिर्फ मशीन के ड्रेग की बराबरी कर रहा है लेकिन क्लाइंब के दौरान उसे ना सिर्फ ड्रेग की बराबरी करनी है बल्कि भार को ऊपर भी लेकर जाना है प्लीज समझिए हमने यहां DW लिखा है और उससे अनुमानित किया है 1CLCD से मैंने लिफ्ट बराबर भार माना है जो कि एक अनुमान है क्योंकि हमें साफ साफ पता है कि लिफ्ट बराबर W cosγ है डिज़ाइनर को पता है कि γ करीबन 15 डिग्री है तो cosγ करीबन 1 होगा तो हमने कुछ अनुमान लगाकर यह एनालिटिकल हल निकाला है लेकिन आपको सटीक नंबर डालकर हल निकालना है तो यह सारी चीजें दिमाग में रखनी है और डिज़ाइनर के नज़रिए से समझिए कि हम इस वैल्यू से काफी ज्यादा की वैल्यू पर उड़ेंगे जोकि 10 15 या 20 होगी तो डिज़ाइनर के लिए यह अधिकतम सीमा है हम मोटे तौर पर TW की वैल्यू जानना चाहते हैं इसे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है हम देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा क्लाइंब एंगल प्रभावित करता है इसलिए यहां से अगर आप सीधे देखें तो 15 डिग्री की क्लाइंब एंगल के लिए मोटे तौर पर TW की वैल्यू मिशन के लिए निकाल सकते हैं क्लाइंब के दौरान TW बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय थ्रस्ट की जरूरत क्रूज़ के मुकाबले काफी ज्यादा होती है यह भी एक संघर्ष का विषय है जिसे डिज़ाइनर को दिमाग में रखना है हम सिर्फ समझने के लिए विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग के बारे काफी मोटे तरीके से बात कर रहे हैं लेकिन यह चीज समझ गए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे W घटता जाएगा उसी तरह जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो थ्रस्ट वही रखने के बावजूद W बढ़ता जाएगा इसलिए TW की जरूरत भी बढ़ती जाएगी एक और बात यह की जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रोपेलर विमान में डायनामिक थ्रस्ट भी गिरता जाएगा क्योंकि हवा का घनत्व गिरता जाएगा तो जब हम प्रोपेलर इंजन या जेट इंजन के थ्रस्ट या पावर की बात करते हैं तो ऊंचाई के साथ वो थ्रस्ट बदलता है इसलिए एक डिज़ाइनर होने के नाते हमें यह पता होना चाहिए कि वह कितना बदलेगा और उसके अनुसार एक मार्जिन रखेंगे क्योंकि थोड़ा अधिक मार्जिन हमेशा बेहतर होता है तो आज हमने WS और TW का सिर्फ परिचय देखा और मैं आप सब से आग्रह करूंगा कि आप मेरे पुराने परफॉर्मेंस पाठ को देखकर अगली कक्षा में तैयार होकर आएं